आपदा बहाली और बेहतर निर्माण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आई आई टी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं आज हम दक्षिण अमेरिकी के क्षेत्र पेरू से कुछ सबक लेने जा रहे हैं जिसका भूगोल दुनिया से बहुत अलग है मैं पेरू का व्याख्यान करने जा रहा हूं और मैं विभिन्न संसाधनों से एकत्रित जानकारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसमें हम माइकल लियोन थियो स्कर्लमैन और कैमिलो बानो द्वारा किए गए बेहतर पूर्ण निर्माण संस्करण की चर्चा कर चुके हैं तो पहले वाला संस्करण अल्पकालिक बहाली से दीर्घकालिक प्रभावों पर एक अध्याय था इसलिए उन्होंने उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मामलों को संकलित किया और उन्होंने देखा कि लोगों ने इसके लिए खुद को कैसे अनुकूलित किया है और अलग अलग संदर्भों में अपनी प्रतिक्रिया दी है अन्य जानकारी के हिसाब से हम समुदाय आधारित दृष्टिकोण के अनुभव के साथ आपदा न्यूनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए पारंपरिक आश्रय को अपना सकते हैं सभी चर्चाओं में वे भागीदारी के विभिन्न तरीकों विभिन्न संदर्भों और अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं तो माइकल लियोन और स्केर्लमैन और कैमिलो बानो ने लगभग 6 अध्ययन क्षेत्र लिए जो पेरू के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न समय पर विभिन्न भूकंपों से प्रभावित हुए नंबर 1 हम सैन मार्टिन क्षेत्र ऑल्टो मेयो के बारे में बात कर रहे हैं जो 1990 और 1991 के भूकंपों से प्रभावित हुआ नंबर 2 पियुरा मोरोपोन क्षेत्र जो बाढ़ से जुड़ा हुआ है यह केवल एक उन्मुख घटना नहीं है लेकिन यह एल नीनो क्रिया भी है जहां लंबे समय तक सूखे का प्रभाव है और यहां अन्य चीजें भी देखी गई अयाचूको भूकंप जो 1999 में आया था जिसने चुस्की और क्विस्पिलैक्टा को प्रभावित किया था फिर 2001 में दक्षिण में मोकगुआ भूकंप ने प्रभावित किया एका क्षेत्र में 1996 में भूकंप आया और साथ ही साथ इका टिएरा प्रोमेटिडा में स्थानांतरण हुआ अब हमारे पास स्थानांतरण संदर्भ भी है तो आइए हम इस मामले पर संक्षेप में चर्चा करें कि उन्होंने क्या काम किया इसलिए मैं पहले मामले में तकनीकी पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि सभी मामलों में बहुत सी चीजें सामान्य हैं लेकिन विशेष रूप से निर्माण के प्रकार के साथ विभिन्न मामलों में थोड़ा सा बदलाव है जैसे कि मिट्टी की संरचना इसलिए प्रत्येक मामले के माध्यम को मैं संक्षेप में बताऊंगा और अंत में मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा कि इसके सामान्य और विशिष्ट पहलू क्या हैं हम ऑल्टो मेयो के उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां 29 मई 1990 को 62 रिक्टर पैमाना पर भूकंप आया जिसमें लगभग 70 लोग मारे गए 1600 लोग घायल हुए और लगभग 6000 लोगो के घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए 1991 में एक वर्ष के भीतर ही एक और 62 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया और तब मोयोबम्बा में 40 लोगों की मौत 700 लोग घायल 466 घरों का विनाश और रोयाजा में 339 प्रभावित हुए यह सब मोयोबम्बा रिज्जा और सॉरीटर क्षेत्र में हुआ यह ऑल्टो मेयो क्षेत्र है जहां व्यावहारिक कार्रवाई समूह किया गया है एक व्यावहारिक एक्शन ग्रुप जो ज्यादातर अल्पकालिक राहत के बजाय दीर्घकाली पुनर्निर्माण की बहाली की प्रक्रिया करता है स्पष्ट रुप से विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर स्थानीय निवासियों और लाभार्थी नेताओं की प्रतिक्रिया का हिसाब कैसे किया जाए इसलिए उन्होंने वास्तव में इसके पूरे व्यय की गणना की है और साथ ही किस प्रकार की आवश्यकताओं का आकलन किया जाए यह देखा फिर उन्होंने पहचान की कि हाँ ये संभावित लाभार्थी हैं इसलिए जब यह इसके वास्तुशिल्प पहलू से आता है तो स्थानीय नेताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके उन्होंने उस क्षेत्र में समतल धरती और मिट्टी के उपयोग को छोड़ने का फैसला किया और वे क्विंचा लकड़ी के फ्रेम को बेहतर भूकंप प्रतिरोधी सामग्री के रूप में बढ़ावा देना चाहते हैं इसलिए आप जो देख सकते हैं वह व्यावहारिक कार्रवाई समूहों में से है इस प्रक्रिया में उन्होंने लकड़ी के खंभों से एक मॉडल और प्लान विकसित किया है जिसे यह क्विंचा निर्माण कहते हैं तो यह एक प्रकार का लकड़ी का स्टड है जो कंक्रीट संस्तरण में या तो नींव में थोड़ा गहरा डाला जाता है तो फिर यह पूरी दीवार रेटल और डॉब की तरह बन जाती है हमारे पास यह बांस की स्क्रीन है जिसे बुना गया है और इस पर पहला पतला कोट किया गया है और फिर दूसरा पतला कोट किया गया है तो इस तरह से यह एक मध्यवर्ती ऊर्ध्वाधर स्टड है जिसमें एक क्षैतिज स्टड भी है और अन्य दो स्टड को आपस में कील की सहायता से जोड़ा जाता है यह पूरी तरह एक स्वदेशी तकनीक है जिसमें आप थोड़े बदलाव कर सकते हैं पहले कोट में उन्होंने उसे सूखने दिया जिसकी वजह से उस पर दरारे दिखाई दीं और जब सूखने के बाद दरारे दिखाई देने लगती हैं तब वे दूसरा कोट करते हैं ताकि वह अच्छे से तैयार हो जाए इसलिए यदि आप बुने हुए लकड़ी के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो फर्श का स्तर लगभग 300 मिमी की ऊँचाई पर दिखता है और फिर यह बुनी हुई लकड़ी उस पर स्थिर की जाती है जो लगभग 23 मीटर है जिसे हम बुने हुए आसव यानी वोवन इनफिल कहते हैं और यदि आप इस संयोजन को विस्तार से देखते हैं तो ये 2 संयोजक हैं तो अब आपके पास 100 मिमी का व्यास है जिसके भीतर क्षैतिज स्टड है और नीचे एक ताक है जो दीवार के आधार के साथ साथ 50 मिमी व्यास तक चलती है और क्षैतिज स्टड भी इसमें जुड़ता है इसलिए यह एक प्रकार का विवरण है जिसे बनाया गया है फिर तकनीकी समूह ने विभिन्न विशिष्टताओं का भी सुझाव दिया है जैसे कि कंक्रीट पैड और स्ट्रिप फ़ाउंडेशन में 110 सीमेंट बजरी 30 बड़े पत्थरों और कंक्रीट का मिश्रण होना चाहिए जहां यह 1 8 सीमेंट और बजरी का पूर्ण मिश्रण होना चाहिए और लकड़ी संरचनात्मक गुणवत्ता का खंभा है इसलिएउन्होंने पहले कोट में 100 किलोग्राम मिट्टी और 50 किलोग्राम फूस को मिलाया और दूसरे कोट में सीमेंट मानकों के अनुसार चुने रेत या मिट्टी में मिलाया है तो यह 1 1 5 सीमेंट को जिप्सम रेत में मिलाया है तो सभी मात्रा के बारे में हैं और इस कोइंस निर्माण के क्या लाभ हैं एक यह है कि उन्होंने इस प्रकार के निर्माण को उन्नत किया एवं कंक्रीट पहलू को भी स्थापित किया जैसे कंक्रीट की नींव उन्होंने कंक्रीट नींव प्रदान की जिससे भूकंप में अधिक स्थिरता मिल सके फिर लकड़ी के स्तंभों को नमी से बचाने के लिए टार या पिच के साथ कील की सहायता से जमीन में गाढ़ा जाता है तो आप यहां देख सकते हैं कैसे इन कीलो को नीचे लगाया गया है जिससे कि वे एक जकड़ प्रदान कर सकें ताकि दीवारों में लकड़ी और बेंत को प्रभावित करने वाली नमी को रोक सके और इसी तरह सावधानीपूर्वक स्तंभ और बीम के बीच जोड़ संरचनात्मक अखंडता में सुधार करने के लिए जहाँ आप अगली स्लाइड में देखते हैं कि बीम और कॉलम को कितनी सावधानी से जोड़ा गया है क्योंकि यह वह जगह है जो पूरी इमारत को अच्छी तरह से जोड़ती है और यह सुनिश्चित करती है कि भूकंप के संदर्भ में पूरी संरचना बेहतर तरीके से काम करें क्योंकि जब केन को एक फैशन में बुना जाता है तो यह जब भूकंप आता है तो ना केवल इसका सौंदर्य चरित्र होगा बल्कि यह भी है एक प्रकार की संरचनात्मक स्थिरता देता है और छत के संदर्भ में छत पर से टाइल गिरने या एडोब छत के गिरने से संभावित खतरे को कम करने के लिए एक हल्के शायद जस्ती धातु की चादरें दी गई हैं इसलिए जब इमारत हिलती है तो पत्थर लोगों पर गिरते थे इसलिए वह जगह है जहां उन्होंने हल्के पदार्थों के लिए जाने का सोचा इसलिए आप जो देख सकते हैं वह सॉर्टर क्षेत्र में एक सामुदायिक भवन है इसलिए उन्होंने इस तकनीक को उन्नत करने का प्रयास किया सबसे पहले उन्होंने स्कूलों या सामुदायिक भवनों जैसे सार्वजनिक भवनों के निर्माण की कोशिश की ताकि लोगों को इस तकनीक के बारे में कुछ जानकारी मिले और वे स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षित कर सकें और वे प्रशिक्षण भी दे सकें कुछ प्रशिक्षण सत्र या स्थानीय लोगों के लिए चिनाई प्रशिक्षण दे सकें और इसे अन्य स्थानों पर भी फैलाया जा सके इसलिए जिस तरह से वे विकसित हुए हैं एक टीम में 20 से 40 लोग हैं और फिर वे काम करना शुरू कर देते हैं उन्हें प्रशिक्षण मिल गया है और वे विभिन्न क्षेत्रों में लागू हो रहे हैं तो यह है कि कार्यप्रणाली कैसे की गई है आपके पास लाभार्थियों और पहले संपर्क की पहचान है लाभार्थियों की क्या विशेषताएं हैं आप जानते हैं कि इन लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाती है यह वह जगह है जहां सामाजिक अर्थशास्त्र भी भूमिका निभाते हैं और नुकसान के आँकड़े भी भूमिका निभाते हैं और यहीं पर भूखंडों की टाइपोलॉजी और अब भौतिक संसाधनों की आपूर्ति कौन करेगा उन्हें समुदायों के साथ कैसे बातचीत करनी है कि कैसे वे भी कुछ संसाधन प्रदान कर सकते हैं मुख्य मुद्दा परिवहन है जैसे कि कुछ स्थानों पर बांस स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है और उन्हें विभिन्न स्थानों से कच्चे माल का परिवहन करना होता है और यही वह जगह है जहाँ कुछ एनजीओ को भी कुछ प्रकार के तकनीकी साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और यहीं पर प्रशिक्षण होता है और सबसे पहले खरीद इसी स्तर पर होती है और प्रशिक्षण और प्रसार पहचान भी इसी स्तर पर होते है और यही वह जगह है जहां वे कार्यान्वयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं और यह वह जगह है जहां आप प्रचारों के बारे में बात करते हैं विभिन्न एनजीओ और लाभार्थियों के साथ समझौते और साथ ही सामग्रियों के प्रावधान के बारे में और साथ साथ उन्हें विभिन्न चरणों और तकनीकी पर्यवेक्षण पर वास्तव में कैसे लागू करना है इसे विभिन्न चरणों में कैसे करना है तो यह है कि कैसे कार्य पद्धति विकसित की गई है किस तरह का प्रभाव जिसे आप देख रहे हैं जेपेलसियो में एक बेहतर क्विनचा इमारत है और यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है 1991 से हम 3 से 4 साल नीचे देखें तो 1994 में इससे प्रेरणा लेकर उस विशेष ऑल्टो मेयो प्रांत के भीतर लगभग 558 बेहतर क्विंचा घर बने हैं जो कि स्वतंत्र रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा बनाए गए हैं और वास्तव में 1993 में राष्ट्रीय जनगणना ने अनुमान लगाया कि क्विंचा राष्ट्रीय आवास स्टॉक का सिर्फ 7 था लेकिन परियोजना क्षेत्र के भीतर यह आंकड़ा लगभग 30 तक बढ़ गया इस तरह की प्रेरणा ने उन्हें प्रेरित किया और एक 30 वर्ग मीटर के घर का निर्माण करने के लिए लगभग 1300 अमेरिकी डॉलर की राशि लगती और अगर यह एक ईंट या कंक्रीट का घर बनता तो यह लगभग तीन बार से अधिक राशि ले लेता जो कि लगभग 5400 डॉलर होता क्योंकि इसे एक कुशल श्रम और अनुबंध की आवश्यकता होती लेकिन यहाँ इन विशेष समुदाय के लिए लाभकारक था क्योंकि कुशल श्रम भी उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध था और सामग्री संसाधनों जैसे बांस और सभी वे उस क्षेत्र में उपलब्ध थे तो लकड़ी उपलब्ध थी संसाधन उपलब्ध थे कौशल उपलब्ध था तो उस तरह से लागत कम हो गई और लोग बहुत प्रगतिशील तरीके से भाग लेने में सक्षम हो गए जब लेखकों ने 18 साल बाद वही गुफाएं जांच की तो उन्होंने क्या बदलाव देखे पेरू के उत्तरी तट में सूखा लगातार होता रहा है और इस वजह से चावल और गन्ने जैसी प्रमुख फसलें प्रभावित हुई हैं जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है और जल संसाधनों पर भी असर पड़ता है और यह एक पहलू है जिसकी वजह से लोग दूसरी जगहों की ओर पलायन करते हैं और यहां विशेष रूप से ऑल्टो मेयो क्षेत्र में प्रवासी के मूल क्षेत्र में भूमि की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाली मुक्त भूमि के क्षेत्र में अस्तित्व है इसलिए उत्तरी तट क्षेत्र में 05 हेक्टेयर भूमि के बजाय उनके पास लगभग 2 से 3 हेक्टेयर भूमि है इसलिए यह है कि लोग प्रवास करते हैं और 1994 के बारे में जब हम प्रवास को देखते हैं तो जनसंख्या वृद्धि के 43 में से 13 ने प्रवासी आबादी के लिए योगदान दिया है और इस स्थितियों को देखते हुए सरकार ने संभव खेती योग्य क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया इसलिए यहीं पर उन्होंने कुछ योजनाओं को बढ़ावा दिया है और उन्होंने भी विकसित खेती के क्षेत्रों में लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जो कि 2003 में 32000 हेक्टेयर से 2005 में 80000 हेक्टेयर हो गया है इसलिए यह दोगुने से अधिक हो गया है वास्तव में उत्पादन में वृद्धि हुई है और जाहिर है प्रस्तुतियों और अन्य स्थानों से आयात कम हो गया है इसलिए यह महत्वपूर्ण विचारों में से एक है क्योंकि और लोगों को एक बेहतर आर्थिक स्थिति मिल रही है अब वे सक्षम हैं हालांकि शुरुआत में यह बहुत ही सहभागी दृष्टिकोण के साथ शुरू हुआ था लेकिन अब क्योंकि आर्थिक स्थिति उन्हें स्वतंत्र बना रही है और वे कुछ निर्णय लेने में सक्षम हैं और पहले स्थानीय सरकार का कोई अस्तित्व नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे स्थानीय सरकार ने भी पूरी प्रक्रिया में हिस्सा ले लिया है और आर्थिक स्थिति वास्तव में उसी का समर्थन कर रही है लेकिन जब हम सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो उन्हें अक्सर उपेक्षित किया जाता है सिवाय कुछ मुख्य वर्गों के जो आप देख सकते हैं कि ऑल्टो मेयो में एक मुख्य वर्ग है और आप देख सकते हैं कि माध्यमिक सड़कें सामान्य रूप से पक्की नहीं हैं और उनके पास कोई पेड़ या वृक्षारोपण नहीं है सिवाय मुख्य वर्गों के उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया है प्रवासियों ने भी समस्याएं पैदा की हैं उन्होंने अपनी बचत में वृद्धि करते हुए शहरों के भूखंडों और बाहरी इलाकों में बसना शुरू कर दिया और इस तरह अधिक आवास और घरों की मांग पैदा कर दी क्योंकि अधिक प्रवास शुरू हो गया और यहीं से आवास और सेवाओं की मांग शुरू हो गई और जिसका अर्थ है कि वे बिना किसी पूर्व नियोजन के नई बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया और यहां एक महत्वपूर्ण पहलू है वनों की कटाई कहते हैं कि इन प्रवासन प्रक्रिया के साथ 133 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हुई है और कुल क्षेत्र के 27 मे से वनों की कटाई की गई है और अब यह वह जगह है जहां हम जलवायु परिवर्तन के पहलुओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पानी की कमी हो सकती है जो फिर से कृषि प्रभावों पर प्रभाव डालने के चक्र में बदल जाएगी तो यह ऑल्टो मेयो निर्माण के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी और दूसरा प्यूरा क्षेत्र में साइट पर बाढ़ के बाद के पुनर्निर्माण के बारे में है 1997 और 1998 में अल नीनो घटना हुई जिसमें 9 महीने भारी बारिश बाढ़ और तापमान में बदलाव के कारण 85000 से अधिक पीड़ित और पिउरा के 8000 घर प्रभावित हुए क्योंकि एक कृषि क्षेत्र होने के नाते यह विशेष क्षेत्र अपने कृषि क्षेत्र में समृद्ध है इसलिए एक पुनर्निर्माण प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि आगे पानी की कमी को कैसे रोका जाए और बांधों की सिंचाई की गई है और परियोजनाओं का निर्माण किया गया है और आवास से भी संभव बाढ़ को रोकने के लिए 1 मीटर फुटिंग की कंक्रीट नींव के साथ निर्माण प्रणाली में एक बेहतर शिलान्यास किया गया है फिर से वे स्थानीय आबादी और सामग्रियों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्विंचा लकड़ी के फ्रेम का उपयोग करते हैं स्थानीय सामग्री प्राप्त करने के लिए भागीदारी को शामिल किया गया है कृषि परिवार का संपूर्ण विचार शहरी योजना आयोजन की भेद्यता को कम करना और पानी और सेवाओं को केंद्रीकृत करना है और यह वह जगह है जहाँ सभी आवास परिसर लगभग 200 वर्ग मीटर के भूखंडों में बने हैं इसलिए कुछ तकनीकी दिशा निर्देशों के साथ यह भी बताया गया है कि पानी का उपयोग कैसे करें और आप कुओं और जल आपूर्ति संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं और जल निकासी अध्ययन पर जोखिम मैपिंग की गई है और उन्होंने कुछ कमजोर स्थानों की पहचान की है और वहाँ लोगों को भी सूचित किया गया है इस तरह से ज्यादातर जल खंड और सिंचाई सेवाओं पर भी जोर दिया जाता है अब यहाँ क्या होता है आज यहां की स्थिति रंगों से भरी हुई और बहुत हंसमुख है एक है लोगों ने फूल लगाए हैं और छोटे बगीचे बनाए हैं और वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनी प्रणाली भी विकसित करते हैं क्योंकि उनके पास मूल रूप से टिन की चादरें थीं इस उन्नत क्विंच प्रणाली के साथ उन्होंने कुछ स्थानीय तकनीकों को भी अपनाया और उन्होंने उनके आवासों को संशोधित करने का प्रयास किया तो यह वह जगह है जहां निजीकरण जलवायु पहलुओं और सांस्कृतिक कमियों के लिए एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है इसलिए आगे वाली जगह का ध्यान रखा गया है क्योंकि उन्होंने विभिन्न भित्ति चित्रों के साथ पक्षियों समुंद्री परी ज्यामितीय आकृतियों के साथ चित्रित किया है इसलिए यह वास्तव में आपको पता चलता है उन्होंने उन्हें निजी उद्यान बना दिया उन्होंने इसमें हरियाली के पहलू को देखा इससे पता चलता है कि समुदाय का स्वाभिमान बहुत मायने रखता है और इस तरह भागीदारी ने सुनिश्चित किया है कि उन्होंने आत्मसम्मान को आगे बढ़ाया है मैं तीसरे मामले के बारे में भी चर्चा करूंगा जो कि फिर से साइट पर पुनर्निर्माण के बारे में है और चुस्की और क्विस्पिलैक्टा अयाचुको में भूकंप पुनर्निर्माण के बाद का है तो यह एक एडोब हाउस है गरीबी इसके 5 या 6 बस्तियों में होने का सामान्य कारक है और यहाँ उन्हें एडोब स्क्वायर ब्लॉक्स बनाने और उन्हें इस एडोब हाउस बनाने में प्रशिक्षित करने की कोशिश की गई और फिर इस पर कुछ सुधार कैसे करें यहाँ भी उन्होंने लोगों से सलाह ली कि किस तरह के लाभार्थी हैं और उन्होंने इन घरों और सभी चीजों को बनाने में इन्हें शामिल किया लेकिन जो हम देखते हैं वह यह है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में बहुत सुधार नहीं किए गए हैं जैसे आप देख सकते हैं कि सड़कें धीरे धीरे खराब हो रही हैं पत्थर के हिस्से साफ नहीं हुए हैं और एक समान फ़र्श और खंदक साफ नहीं हुए हैं तो जिसका अर्थ है यह वह जगह है जहां सार्वजनिक स्थान पर एक लापरवाही है लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने इस विशिष्ट नक्काशीदार पत्थर के चर्च को बनाने के लिए समय और प्रयास का निवेश किया है और यह एक विशिष्ट संकेत है लेकिन यह समग्र योजना में नहीं लिया गया है इस कुएं को बनाने में समान ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सकता था तो यह एक बात है जो हम इससे सीख सकते हैं क्योंकि लोग निर्भर हो गए हैं और अपनी गरिमा और आत्मसम्मान खो चुके हैं क्योंकि राज्य संस्थाएं उन्हें जरूरत के मुताबिक कुछ भी उपलब्ध कराती हैं इसलिए इस तरह से भागीदारी का पहलू धीरे धीरे कम हो गया है और वे राज्य के संस्थानों के समर्थन की वजह से लगभग निर्भर हो चुके हैं और या तो वे किसी भी प्रकार के बाहरी समर्थन या सहयोग की तलाश कर रहे हैं और सामुदायिक कार्य का पारंपरिक रूप जिसे आयनी कहा जाता है जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में एक तरह की देने और लेने की प्रक्रिया है उनके पास यह पारंपरिक प्रणाली है जिससे वह धीरे धीरे नष्ट हो गई है और विकास के प्रयास और कार्य या इरादे बर्बाद हो गए हैं इसलिए इस तरह की ऊर्जा होने के बावजूद हम असमर्थ हैं वे समग्र रूप से उस निवेश में असमर्थ थे इसी प्रकार मोकेगुआ में भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण में यह 2001 में क्षतिग्रस्त हुआ था यह लगभग 69 रिक्टर पैमाने पर था यह क्षेत्र भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें लगभग 11886 घर नष्ट हो गए और उन्हें ना रहने योग्य घोषित कर दिया गया और यहाँ सभी मामलों में फिर से एनजीओ तस्वीर में आ रहे हैं और वे स्थानीय सरकारों और स्थानीय नेताओं के साथ काम कर रहे हैं और लाभार्थियों की सूची का मानचित्र बनाने में सक्षम हैं साथ ही यह भी कि उन्हें कैसे प्रदान करें इसलिए 3 चरणों में उन्होंने 195 परिवारों को लक्षित किया जो कि 2001 और 2003 के बीच मारिसकल नीतो प्रांत में लागू किया गया इसलिए मौकगआ में उन्होंने लगभग 103 एडोब घरों का निर्माण किया और दूसरे चरण में 42 घर और आखिरी चरण में 50 कंक्रीट ब्लॉक हाउस का निर्माण किया तो यहाँ वे बहाली प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करते हुए दिखते हैं और उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ संशोधन भी किए हैं आप यहाँ जो देख सकते हैं वह बहुत सफल रहा है लेकिन यहां खनन पहलू के कारण उन्होंने स्थानीय सरकार से भी कुछ खनन शुल्क प्राप्त किया और जिसे फिर से शहर की सेवाएं प्रदान करने और समुदाय में निवेश करने के लिए उपयोग किया गया है इसलिए जनसंख्या सामुदायिक भागीदारी नियंत्रण और कुशलता से धन वितरण की योजना बनाई गई है खनन सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था में से एक है इसलिए यह इन सेवाओं की सुविधा के लिए भी समर्थन करता है और कंक्रीट ब्लॉक और एडोब के दोनों घर अच्छी स्थिति में बने रहे और दोनों ही मामलों में यह तकनीकी रूप से निर्देशित रहा और वे अच्छी स्थिति में रहे और यहीं पर उन्होंने घर के अंदर एक और काम किया कंक्रीट ट्रस बीम से छत का निर्माण किया उनके पास यह कंक्रीट ट्रस बीम है जो एक नवाचार है और एक अन्य नवाचार है जिसे टंबाडिलो कहा जाता है जिसमें गर्मी को कम करने और बेहतर उपस्थिति देने के लिए छत के निचले हिस्से हो एक कपड़े से ढका जाता है वे छत के नीचे एक कपड़ा ढंकने की कोशिश करते हैं ताकि गर्मी को प्रतिबिंबित कर सके और इससे इनडोर वातावरण थोड़ा ठंडा हो सके और जब लोग इसमें भाग लेते हैं जब अर्थव्यवस्था समर्थन दे रही है और स्थानीय सरकार तकनीकी रूप से सुरक्षित वातावरण के लिए समर्थन दे रही है इसलिए शहरी निवेश आप यहां क्या देख सकते हैं वे सुधार कर रहे हैं सड़कों को पक्का किया गया है और एक नागरिक केंद्र बनाया गया है सार्वजनिक क्षेत्र सुखद और बच्चों के खेल के मैदान और हर चीज का ध्यान रखा गया है और यह वह जगह है जहां हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज है सहयोग समुदाय से सहयोग और कैसे यह इस प्रक्रिया में जारी है पहले की गुफाओं में शुरू में वे इसका हिस्सा थे लेकिन फिर वे इसका एक आश्रित हिस्सा बन गए और फिर उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया तो इस मामले में यह जारी था यह एक और मामला है स्थानांतरण नस्का इका में भूकंप के बाद का स्थानांतरण दूसरा निम्नलिखित मामला इका का है तो यहाँ भी इसी तरह की परिपाटी का पालन किया गया है और यहाँ लोगों ने अपने प्रारंभिक को खो दिया है लेकिन आज स्थिति यह है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को खो दिया है और निपटान आमतौर पर उपेक्षित दिखता है क्योंकि आशाजनक भूमि के शीर्षक को परिभाषित नहीं किया गया है इसलिए जब तक भूमि के शीर्षकों को परिभाषित नहीं किया गया है यह उनके लिए थोड़ी असुरक्षा देता है और यही वह जगह है जहां उनके कार्यकाल की असुरक्षा आती है लोग अपने निपटान को विकसित करने में कोई समय या प्रयास नहीं करते हैं जब आप जानते हैं कि कार्यकाल आपके साथ नहीं है तो आप उस स्थान को बेहतर बनाने के लिए कुछ राशि और प्रयास कैसे समर्पित करेंगे और इसी तरह सड़कों को भी पक्का नहीं किया गया है और मुख्य वर्गों को भी उपेक्षित किया गया है लेकिन यहां जो घर किनचा तकनीक का उपयोग करते हैं वे अभी भी एक अच्छी स्थिति में हैं और उन घरों का भी विस्तार है जिन्हें आप अन्य मामलों में भी देखते हैं आखरी पहलू स्थानांतरण है टिएरा प्रोमेटिडा ईक्का में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में स्थानांतरण तो यहाँ चर्च शामिल था मिशनरी भी स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल थे इसलिए उन्होंने शुरू में अस्थायी आश्रयों और संक्रमण आश्रयों का समर्थन किया और फिर बाद में चर्च बातचीत करने और अपने घरों को बनाने के लिए कुछ मदद प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन यदि आप इसे देखते हैं तो समुदाय ने इसे हल नहीं किया है वह पुजारी या चर्च है जिन्होंने काम के लिए भुगतान प्राप्त करके अपनी समस्याओं को हल किया है वे अपने लाभ के लिए इसे करते हैं तो जिसका अर्थ है कि आबादी निपटान में भाग लेती है लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान किया जाता है तो यह एक भुगतान प्रक्रिया बन जाती है और यह पितृदोष दान की एक गलत अवधारणा को प्रकट करता है जिसने दान पर पूर्ण निर्भरता पैदा की है जिससे जनसंख्या की गरिमा और आत्मसम्मान पर असर पड़ता है इसलिए यहां उन्हें शामिल करने और इसके आत्म सम्मान चरित्र का एहसास करने के बजाय यहां वे निर्भर हो गए हैं क्योंकि उन्हें उस काम के लिए भुगतान किया जा रहा है और उस प्रक्रिया में क्या होता है कि वे लगभग भीख मांगने के आदी हैं कल कोई भी समस्या आती है वे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उनका समर्थन करेगा तो यह एक पाठ है जिसे हमें इस अंतिम केस स्टडी से सीखने की आवश्यकता है संक्षेप में जब हमारे पास ये सभी आपदा संदर्भ हैं जीवन का नुकसान इसमें एक सामान्य संदर्भ है आवास नष्ट हो गया सेवाओं को नुकसान पहुंचा सामुदायिक शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा उत्पादक सुविधाओं फसलों और मवेशियों का विनाश स्थानीय सरकारों का विघटन क्योंकि सभी मामलों में ऐसे समूह हैं जो प्रवासी समूह हैं जो आतंकवादी पहलुओं मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्षति के कारण पलायन कर गए हैं लेकिन अंतर्निहित पहलू सामान्य पहलू गरीबी है लेकिन अब अंतिम मामलों में यहां महिला ने बहाली प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे अलग अलग गतिविधियों में भागीदार रहे हैं और वे कुछ समूहों का नेतृत्व करते रहे हैं तो यह भी महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है इसलिए यह वह जगह है जहाँ विविधताएँ हैं स्थानीय सरकारों की भूमिका है कि वे कैसे बातचीत करते हैं और कैसे वे लोगों को एक साथ लाते हैं राज्य की संस्थाएं निश्चित रूप से हमने एक अलग तरीके से सीखा कि यह भी एक निर्भरता पैदा कर रहा है एनजीओ जो चर्च में उनका समर्थन कर रहे हैं जो अपने काम और सामुदायिक एजेंसियों के लिए भुगतान कर रहे हैं जो हिस्सा बन रहे हैं इस प्रणाली का तो यह सभी अलग अलग अभिनेता हैं जो इस बहाली प्रक्रिया में काम कर रहे हैं इसलिए हमने जो संक्षिप्त पाठ सीखा है वे क्या हैं पहला यह कि ऑल्टो मेयो के मामले में हम विशाल भागीदारी प्रक्रिया के बावजूद यह देखते हैं कि यह एक लंबे समय से संबंधित है बेहतर आर्थिक स्थिति इस पूरे भागीदारी पहलू व्यक्तिगत और सामूहिक पर हावी है जबकि दूसरा मामला जो एक अधिक सकारात्मक पहलू है और अपने घरों को अधिक सुंदर बनाने और स्थानों पर अधिक स्वच्छता बनाए रखने के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास के बारे में है इसलिए यह शहरी छवि में सुधार करके आत्मसम्मान के बारे में बात कर रहा है जबकि चुसची और क्विस्पिलैक्टा में भागीदारी शुरू में बहुत सक्रिय थी लेकिन लोग सामान्य रूप से अपने घरों या अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं इसका कारण कार्यकाल मुद्दा हो सकता है कुछ को छोड़कर जैसे स्थानीय सरकार द्वारा प्रचारित किया गया चर्च नक्काशीदार पत्थर जो हमने एक उदाहरण में देखा उन्होंने उस विशेष परियोजना के अपने आत्म सम्मान के लिए समय और प्रयास का निवेश किया है लेकिन वे इसे आगे करने में सक्षम नहीं थे तो यह वह जगह है जहाँ निर्भरता पहलू अधिक देखा जाता है हालांकि जो साबित करता है कि समुदाय के विकास के लिए संभावित ऊर्जा मौजूद है ये कुछ सबूत हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि उनमें कुछ ऊर्जा है लेकिन हमें उन्हें सही तरीके से चैनल करने की आवश्यकता है ताकि वे समझ सकें और वे महसूस कर सकें और वे इसके लिए काम करें जबकि राज्य संस्थान कुछ निर्भरता पहलू प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से यह आत्म सम्मान पर प्रभाव डालता है जो पिछले दो मामलों में जो हमने देखा है और महिलाओं की भागीदारी इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते हैं कि परिवर्तन हो रहा है नेतृत्व गुण बदल रहे हैं इस प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका बहुत अलग है मुझे उम्मीद है कि इससे आपको अलग अलग संदर्भ में पेरू में क्या होता है पता चला और अल्पकालिक बहाली प्रक्रिया के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं इसकी संक्षिप्त जानकारी मिली मुझे लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगी धन्यवाद